ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन के रूप में की गई थी अब हम इनहेरिटेंस होगी अब क्या उम्मीद की जाती है TwoWheelers क्लास के लिए या TwoWheelers क्लास के किसी भी सब क्लास के लिए इस मेथर्ड को 2 वापस करना चाहिएThreeWheelers क्लास के लिए इसे 3 वापस करना चाहिए FourWheelers क्लास के लिए 4 वापस करना चाहिए और इसी प्रकार संबंधित सब क्लास के लिए के लिए संबंधित वैल्यू वापस आ जाना चाहिए इस प्रॉपर्टी को पॉलीमोरफ़िज्म है लेकिन यह निर्भर करता है कि किस क्लास या किस क्लास का ऑब्जेक्ट है चाहे वह दोपहिया हो या उसका मोटरबाइक या उसके ऑटो रिक्शा या यह SUV हो इस बात पर निर्भर करता है कि किस क्लास के आधार पर अलग अलग ऑब्जेक्ट आधारित डिज़ाइन करने के मामले में बेहद आसान है ठीक है अब हम कहते हैं कि मान लीजिए कि मैं इस प्रश्न को और आगे ले जाऊं और इस विशेष मेथर्ड का अपेक्षित आउटपुट क्या होगा आपको नहीं मालूम होगा हम यह नहीं कह सकते क्योंकि जब Vehicle दो पहिया होगा तब उसे 2 होना चाहिए या जब तीन पहिया होगा तब यह 3 होना चाहिए यह एक चार पहिया वाहन होगा तब यह चार होना चाहिए और इसी प्रकार अन्य सादे और सरल शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है या सादे और सरल शब्दों में इस विशेष मेथर्ड संदेश का जवाब मिल सकता है जबकि रूट क्लास जो Vehicles की एक मूल अवधारणा को परिभाषित करता है इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हैं और इस मैसेज को संभाल नहीं सकता हैं तो यह इस आवश्यकता की ओर जाता है कि जब ऐसी स्थिति मौजूद हो सकती है कि इस जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन हैरारकीमौजूद हो जिसे सब क्लासेस पर लिए इंप्लीमेंट किया जा सकता है लेकिन क्लास के लिए इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है क्योंकि यदि आपकी Vehicle क्लास एब्स्ट्रेक्ट क्लास नहीं है तो मैं vehicle क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट V1 बना सकता हूं अगर मेरे पास v1 है तो मैं इस vehicle को एक मैसेज getNumberofWheels होना चाहिए क्योंकि कहते हैं कि निश्चित रूप से सभी Vehicle में drive होते हैं

तो आप फिर से TwoWheeler के लिए drive के रूप में बनती है इनहेरिटेंस को सोच सकते हैं यह उदाहरण Booch's की पुस्तक से है इसलिए आप पुस्तक से उदाहरण के पूरे विवरण को पढ़ सकते हैं यह स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर मेरे पास एक BankAccount है और मेरे पास उस में money है तो स्वाभाविक रूप से मैं उस money को insure कर सकता हूं मैं इसका उपयोग कॉलेटरल्स InsurableItem क्लास से ली गई हैं क्योंकि यह एक item की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है जिसे insure किया जा सकता है इसके अलावा BankAccount में अन्य प्रॉपर्टीज कुछ बहुत ही मौलिक कठिनाइयाँ होती हैं इसलिए हम केवल उन मुद्दों इश्यूज है इसलिए यदि आप यहां देखते हैं और कहते हैं कि Asset क्लास और InsurableItem क्लास हैं हम यह कहते हैं कि यह इंडिपेंडेंस क्लासेस दोनों में समान है तो जब मैं PresentValue को इन्हेरीट कर प्राप्त करता हूं तो मुझे यह BankAccount क्लास से प्राप्त होता है या RealEstate क्लास से वास्तव में 2 PresentValue मेंबर्स मिलते हैं स्वाभाविक रूप से सवाल यह है कि कौन सा PresentValue मेंबर मुझे इस्तेमाल करना चाहिए तो इसे नेम कोलिशंस हैं कुछ लैंग्वेज तो इसका उपयोग करने की अनुमति भी नहीं देती है एक संभावना यह है कि अगर 2 क्लासेस है और वह समान क्लास के पैरेंट हो सकता है C में बाकी को वर्चुअल बेहद उपयोगी मॉडलिंग सुविधा है दूसरे मुद्दे पर चलते हुए जो अक्सर देखा जाएगा इस भाग को देखें यह वह हिस्सा है जो मैंने अभी जोड़ा है इसलिए पहले यह Bonds और Stocks या Securities थे मैंने MutualFund को Bond और Stock से मल्टीपल इन्हेरीटेड क्लास किया गया है यह इन्हेरिटेंस हो सकती हैं

फिर से रिपीटेड इन्हेरिटेंस प्रॉब्लम क्लासेस के बीच बहुत मजबूत मॉडलिंग संबंध हैं लेकिन आपको नेम कोलिशनके बारे में सावधान रहना होगा जब आप अपना डिज़ाइन कर रहे हों और जहां तक संभव हो आप अपने डिजाइन में इन दोनों से बचने की कोशिश करें आइए हम तीसरे रिलेशनशिप है तो हम कहते हैं कि Flower HAS A Petal इसका मतलब है कि Flower में कई Petal होती हैं और हम कहते हैं कि Flower संपूर्ण है और निश्चित रूप से Petal इसका एक हिस्सा है और आरेख चित्रण मे चित्रण के संदर्भ में हम इसे इस तरह दिखाएंगे इस मामले में भाग संपूर्ण रिलेशनशिप के रूप में संदर्भित किया जा सकता है जहां Library HAS Users अब स्वाभाविक रूप से एक Library में इसके कई Users होंगे और User के बिना Library का कोई उद्देश्य नहीं है लेकिन साथ ही Library Users का नामांकन करती है लेकिन Library में उन्हें शामिल नहीं किया जाता है Users Library के भीतर फिजिकल रूप से निहित नहीं हैं हमने इसके बारे में पहले ऑब्जेक्ट कहते हैं

वीक एग्रीगेशन को आसानी से चित्रित कर पाएंगे अंत में हमारे पास क्लासेस के रिलेशनशिप्स के तीन मुख्य रूप एसोसिएशन है कुछ सिमेंटेकली डिपेंडेंसी डालते हैं और इसे आरेख में दर्शाते हैं इसलिए इस मॉड्यूल में हमने क्लासेस के बारे में चर्चा की है इसलिए इन रिलेशनशिप होता है क्लासेस होते हैं